हैलो स्टूडेंट्स तो अंतिम कक्षा में हमने प्लैन रीज़न के एरिया की अवधारणाओं को देखा जहां हमने समीकरण 𝑦𝑓𝑥 or 𝑟𝑓𝜃 द्वारा दिए गए कर्व के एरिया की गणना की जिसका मतलब है या तो हमने एक कर्व और दो बिंदुओं के बीच बौंडेड एरिया की गणना की है या जहां सेक्सनल एरिया दिया था हमने कई उदाहरणों पर भी काम किया और मैं आपके असाइनमेंट शीट में कुछ उदाहरणों को शामिल करने का भी प्रयास करूंगा ताकि उनका अभ्यास कर सकें आज के एजेंडा में हमारा टॉपिक रेक्टिफिकेशन है तो एक कर्व के रेक्टीफिकेशन से हमारा क्या मतलब है और हम इसकी गणना कैसे करते हैं तो हम एक कर्व के रेक्टिफिकेशन की परिभाषा पर गौर करेंगे और फिर हम इस विषय से संबंधित अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरणों पर काम करेंगे तो हम शुरू करते हैं इसलिए आज हम सभी रेक्टीफिकेशन के साथ शुरुआत करेंगे तो हम शुरू करते हैं तो ठीक है रेक्टीफिकेशन तो रेक्टीफिकेशन से क्या मतलब है रेक्टिफिकेशन का मूल रूप से मतलब है कि हम मूल रूप से ऐसा ज्ञात करेंगे हम प्लेन कर्व के आर्क की लंबाई ज्ञात करते हैं जिनके समीकरण कार्टेशियन पैरामीट्रिक कार्टेशियन जिसका अर्थ है 𝑥 𝜑 𝑡 𝑦 𝜓 𝑡 में दिए गए हैं तो पैरामीट्रिक कार्टेशियन या पोलर कॉओर्डिनेट सिस्टम ठीक है तो इस प्रक्रिया को रेक्टीफिकेशन कहा जाता है तो प्लैन कर्व के आर्क की लंबाई ज्ञात करने की प्रक्रिया जिसका समीकरण दिया गया है या तो यह कार्टेशियन समीकरण हो सकता है तो जैसा कि जो मूल रूप से इकाई त्रिज्या या पैरामीट्रिक कार्टेशियन के साथ एक सर्कल का समीकरण है तो हम लिख सकते हैं 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡 और y 𝑠𝑖𝑛𝑡 या पोलर कॉओर्डिनेट सिस्टम तो पोलर कॉओर्डिनेट सिस्टम के लिए हम x 𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑦 𝑠𝑖𝑛𝜃 लिख सकते हैं जहां 0≤𝜃≤2𝜋 तो उनमें से किसी एक पर विचार किया जा सकता है और इस प्रक्रिया को एक कर्व का रेक्टीफिकेशन कहा जाता है तो जिस तरह से हमने कर्व और दो बिंदुओं के बीच के एरिया की गणना की है तो एक कर्व के बीच का एरिया तो एक कर्व माना 𝑦𝑓𝑥 और दो बिंदु 𝑥 𝑎 𝑥 𝑏 से बौंडेड एरिया हमें पता है कि है और y मूल रूप से 𝑓 𝑥 𝑑𝑥 दिए गए हैं तो इस प्रकार हम इस एरिया की गणना करते हैं और इसी तरह रेक्टिफायर या आर्क की लंबाई की गणना निम्न तरीके से की जा सकती है तो दो बिंदुओं 𝑥 a और x 𝑏 के बीच कर्व 𝑦𝑓𝑥 के आर्क की लंबाई इस प्रकार है यह हमारा x अक्ष है यह हमारा y अक्ष है माना यह पॉइंट xa है और यह xb है और यह हमारा कर्व है तो हम मूल रूप से आर्क की लंबाई की गणना कर रहे हैं तो यह लंबाई और इस आर्क की लंबाई को इंटीग्रल के द्वारा दिया जा सकता है हम भी लिख सकते हैं तो यह कर्व yf की आर्क की लंबाई देने के लिए फॉर्मूला है तो आपको याद है कि 𝑥 a है और इस बिंदु के लिए यह x 𝑏 है इसलिए यह एरिया मूल रूप से द्वारा दिया गया है और आर्क की लंबाई द्वारा दी जाएगी तो यह चाप की लंबाई की गणना करने का फॉर्मूला है प्रूफ थोड़ा बड़ा है और हम यहाँ प्रूफ की अनदेखी करेंगे हम मूल रूप से फॉर्मूला में रुचि रखते हैं और फिर कुछ उदाहरणों पर काम कर रहे हैं तो अगर हमारे पास कार्टेशियन को ऑर्डिनेट सिस्टम में एक कर्व का समीकरण है 𝑦𝑓𝑥 तो आर्क की लंबाई की गणना करने का फोरमुला इस प्रकार दिया जाएगा हमने अभी पढ़ा कि समीकरण को हमेशा कार्टेशियन को ऑर्डिनेट सिस्टम में नहीं दिया जाता है उन्हें पैरामीट्रिक कार्टेशियन या पोलर को ऑर्डिनेट सिस्टम में भी दिया जा सकता है तब हम आर्क की लंबाई की गणना कैसे करेंगे तो इस तरह के को ऑर्डिनेट सिस्टम के लिए फॉर्मूला भी हैं तो हम आर्क की लंबाई की गणना के लिए अन्य एक्सप्रेसन्स लिखते हैं तो वे अन्य फॉर्मूला क्या हैं तो पहले माना आर्क की लंबाई s है तो यह मूल रूप से 𝑥𝑎 𝑥𝑏 बिंदुओं के बीच कर्व के आर्क की लंबाई है फिर हमारे पास क्या होगा हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से या डिफरेंसियल कैल्कुलस से भी पता चलेगा कि है इसलिए यह कुछ ऐसा है जो हम पहले से ही जानते हैं तो हम लिख सकते हैं यह इस प्रकार लिखा जा सकता है यहाँ से हम यह भी लिख सकते हैं कि और अब अगर हम बिंदु a से b इंटेग्रेट करते हैं तो यह है यह मूल रूप से हमारा आर्क है अगर वह लंबाई इतनी है तो यहां मूल रूप से b पर s का मान पूरी लंबाई होगी और s का मान वास्तव में 𝑥𝑎 पर 0 होगा तो यह मूल रूप से आर्क है आइए हम कहते हैं हम इसे ab कह सकते हैं तो मूल रूप से यह आर्क की लंबाई है जो इस फोर्मूले के बराबर है तो यहाँ यह फॉर्मूला है अब यह इस फॉर्मूला के बराबर है और हम देख सकते हैं कि आर्क की लंबाई के लिए गणना इस फॉर्मूला द्वारा दी जा सकती है इसी तरह अगर हम इसे dx द्वारा विभाजित करने के बजाय यहां व्यक्त करते हैं तो हम इसे dy से विभाजित करते हैं और फिर भी हम समान फॉर्मूला प्राप्त करेंगे तो दूसरा रूप होगा जो हमें कर्व के लिए आर्क की लंबाई देगा हम ds को dt के टर्म में भी लिख सकते हैं तब यह इंटेग्रल होगा यहाँ t a से b तक है हमें यह निर्धारित करना होगा कि लिमिट्स क्या हैं और अगर दी गई कर्व पैरामीट्रिक रूप में हैं तो उस स्थिति में पैरामीट्रिक फॉर्म होगा तो यह फॉर्मूला तब है जब दिए गए कर्व 𝑥𝑓𝑦 फॉर्म के हैं यह पैरामीट्रिक के लिए है यह पैरामीट्रिक कार्टेशियन और अंतिम फॉर्म के लिए है चौथा रूप पोलर के लिए होगा तो अगर हमारे पास ds है तो हम जानते हैं कि और फिर यहाँ हमारे पास 𝑑𝜃 होगा और हम उसे थीटा के प्रति इंटेग्रेट कर सकते हैं जिसे मैं नहीं जानता निश्चित बिंदु 𝛼 से 𝜃𝛽 जोकि है और यह हमें कर्व की आर्क की लंबाई देगा जो समीकरण 𝑟𝑓𝜃 द्वारा दिया गया है जो वास्तव में पोलर सेटिंग है तो हमें दिए गए समीकरण के आधार पर हम किसी एक फोर्मूले का उपयोग कर सकते हैं अगर यह 𝑦𝑓𝑥 है तो हम फॉर्मूला 1 का उपयोग करते हैं अगर यह 𝑥 𝑦 𝑓 है तो हम फॉर्मूला 2 का उपयोग करते हैं और यदि यह 𝑥 𝜑 𝑡 और 𝑦 𝜓 𝑡 है तो हम इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे और यदि हमारे पास 𝑟𝑓𝜃 है इसका मतलब है अगर हमारे पास कुछ पोलर कॉओर्डिनेट एक्सप्रेशन है तो उस स्थिति में हम अंतिम फोर्मूले का उपयोग करेंगे और उसके आधार पर हम दो बिंदुओं के बीच आर्क की लंबाई की गणना कर सकते हैं तो पहले हमने दो बिंदुओं के बीच के एरिया की गणना की अब हम उस आर्क की लंबाई की गणना कर रहे हैं जो वास्तव में दो बिंदुओं के बीच है तो आइए हम कुछ उदाहरणों पर काम करते हैं एक नए पेज पर जाते हैं तो मान लीजिए कि हमारा दिया गया समीकरण उदाहरण 1 है तो समस्या आर्क की लम्बाई का पता लगाना है यह ऐसा ही है परवलय की आर्क की लंबाई हमारी है तो माना कि हमारे पास है जो लैटस रेक्टम के एक छोर के शीर्ष से मापा जाता है तो इस मामले में लेटस रेक्टम का एक्सट्रीमिटी एल का एब्सिस्सा या एक्स पॉइंट मूल रूप से 2a है तो लेटस रेक्टम मूल रूप से इस तरह से दिया जाता है तो यह हमारा x अक्ष है यह हमारी y अक्ष है यह ऑरिजिन है और यह हमारा परवल है जो ऑरिजिन से होकर गुजरता है और यह हमारी लेटस रेक्टम है तो L और वह 2a है तो यह बिंदु a है और यह हमारा s है और माना हमारे पास यह बिंदु A है और यह हमारा बिंदु B है तो यह ऐसा है हमें यहां से यहाँ आर्क की लंबाई की गणना करना होगा और यह मूल रूप से लेटस रेक्टम एक्सट्रीमिटी एल का लेटस रेक्टम है तो अब हमें इस बिंदु से इस बिंदु तक आर्क की लंबाई की गणना करना होगा तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यहां आवश्यक लंबाई दी जाएगी क्योंकि समीकरण 𝑥𝑓𝑦 प्रकार का है तो दिया गया समीकरण है तो हम इसे के रूप में लिख सकते हैं तो यहाँ से हमारे पास तो यह मूल रूप से 𝑥2𝑎 है तो आवश्यक आर्क लंबाई 0 से 2a तक होगी तो इंटेग्रल यह 2a है और यह a है तो यह 0 से 2a है और यह 1 छोर है और यह हमारी आर्क लंबाई है तो 0 से 2a dydx शीर्ष से मापा जाता है एक्सट्रीमिटी के शिर्ष से तो इस से शीर्ष यह लैटस रेक्टम का पूरा एक्सट्रीमिटी एल है और यहाँ हम शीर्ष से 1 एक्सट्रीमिटी तक माप रहे हैं इसका मतलब है हम मूल रूप से इस आर्क की लंबाई की गणना करेंगे इसलिए हम 0 से 2a तक इंटेग्रेट कर रहे हैं तो यह प्रश्न में एक छिपा हुआ हिस्सा है तो वास्तव में 1 एक्सट्रीमिटी के शीर्ष तो हमें यहां शीर्ष से शुरू करना है और फिर वह लंबाई है जिसे हमें 0 से 2a तक गणना करना है और अब हमारे पास 𝑑𝑦𝑑𝑥 𝑥2𝑎 के रूप में है हम वहां प्रतिस्थापित करते हैं तो यह इंटेग्रल होगा और हम इसकी गणना कर सकते हैं तो यह होगा तो यह एक प्रकार का इंटेग्रल कैल्कुलस फॉर्मूला है इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि आपने इससे पहले ऐसा किया है आप बस पूरा फॉर्मूला यहां लिखें और जब हम 𝑥 2𝑥 प्रतिस्थापित करते हैं और x a के रूप में तब यह बदलकर हो जाएगा तो होगा 0 और इसलिए हमें कैन्सल करने के लिए के साथ छोड़ देना चाहिए तो इसलिए यह हमें आर्क या आर्क की लंबाई देगा यदि आप यहाँ चाहते हैं तो आप इसे और सरल कर सकते हैं लेकिन हम कहेंगे कि उत्तर को यहाँ पर छोड़ें तो कोई का मान भी लिख सकता है लेकिन इसका उत्तर यही होगा तो आप यहाँ दिए गए परबोला को देखते हैं जो इनवेर्टेड शेप का था और हमें वर्टैक्स से लंबाई लेटेक्स रेक्टम की एक एक्सट्रीमिटी तक लंबाई को मापने के लिए कहा गया था तो यह लैटस रेक्टम है और यह चरम बिंदु 2a है और वहां से हम 0 से 2a तक इंटेग्रेट करके लंबाई की गणना कर सकते हैं और हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं तो यह हमें परवलय की आवश्यक लंबाई देगा इसी तरह हम गणना कर सकते हैं हम एक और उदाहरण पर विचार कर सकते हैं उदाहरण 2 तो एक और उदाहरण यह है कर्व की लंबाई 𝑥 1 से 𝑥 2 तक ज्ञात करें इसलिए हम यहां फिगर के बारे में चिंतित नहीं हैं क्योंकि इस फिगर को खींचने में कुछ समय लगेगा यह सिर्फ इतना है कि हमें कर्व दिया है और हमें वह बिंदु भी दिए हैं जहां हमें करना है जहां हमें इस कर्व की लंबाई की गणना करनी है तो यह एक कर्व हो सकता है मुझे यकीन नहीं है लेकिन हम काल्पनिक रूप से कहें यह कुछ इस तरह का कर्व हो सकता है और फिर यह हमारा बिंदु है x a और यह हमारा बिंदु है 𝑥 2 और हम मूल रूप से इस आर्क की लंबाई की गणना करने में रुचि रखते हैं तो ऐसा करने के लिए दिया गया कर्व है तो यहाँ से हम 𝑑𝑦𝑑𝑥 के बराबर गणना करेंगे तो हम इसे के रूप में लिख सकते हैं तो अब डिरिवैटिव करना काफी आसान होगा तो यह होगा तो यह पूरी होगी इसलिए यह डिरिवैटिव है अब आवश्यक आर्क लंबाई तो यह हमारे ज्ञात फोर्मूले से होगा हमारे पास yf𝑥 टाइप की स्थिति है और यदि हमारे पास y f प्रकार की स्थिति है तो आर्क की लंबाई x a से b तक है तो हमारा a 1 है b 2 तब है 𝑑𝑦𝑑𝑥 की हमने समीकरण 1 में पहले ही गणना कर ली है माना कि यह हमारा समीकरण 1 है इसलिए 1 से हमारे पास 1 होगा हम इसे 1 के रूप में लिख सकते हैं अब यदि हम यहां वर्ग करते हैं तो फिर यह इंटीग्रल हो जाएगा इसे इंटीग्रल मे सरल किया जा सकता है और आगे में सरल बनाया जा सकता है हम सिर्फ से विभाजित कर रहे हैं या हम नुमीरटोर और डेनोमिनटोर दोनों को से गुणा कर रहे हैं अब हम देखते हैं कि यहाँ यह टर्म मूल रूप से इस टर्म का डेरिवैटिव है अब यदि हम इसे z के बराबर रखते हैं क्षमा करें यह 1 है अगर हम इस 1 को z के बराबर करते हैं तो यह डेरिवैटिव होगा यह टर्म इसका डेरिवैटिव होगा तो हम लिख सकते हैं हम जानते हैं कि अगर हमारे पास 𝑑𝑧z जैसा कुछ है तब हम logz लिखते हैं तो यह वह फॉर्मूला है जिसका हम यहां उपयोग कर रहे हैं तो अब और यह हो जाएगा तो यह बस है और यदि हम अंश और हर दोनों को से गुणा करते हैं तो उस स्थिति में यह बदल जाएगा अगर हम दोनों अंश और हर को 2 से गुणा करते हैं तो यह बनेगा अब यह हो जाएगा यह आवश्यक उत्तर है मेरा मतलब है कि हम यहां तक छोड़ सकते हैं यह कोई समस्या नहीं है और इस तरह हम इस दिए गए कर्व के लिए मूल रूप से आर्क की लंबाई की गणना करते हैं तो आपको बस सबसे पहले फॉर्म का अनुमान लगाना होगा तो चाहे वह 𝑦𝑓𝑥 𝑥𝑓𝑦 𝑥𝜑𝑡 𝑦𝜓𝑡 है या एक पोलर फोरम के रूप में दिया गया हो और वहां से आपको उन बिंदुओं का पता लगाना होगा जहां आपको लंबाई की गणना करना है इसलिए जब आपके पास ये सामग्रियां दी जाती हैं तो आपको पता चल जाता है कि हमें किस तरह के फॉर्मूले का उपयोग करना है यहाँ 𝑑𝑦𝑑𝑥 की गणना की क्योंकि कर्व पहले से ही 𝑦 𝑓 𝑥 के रूप में दिया गया है और वहाँ से आर्क लंबाई की गणना करने के लिए यह हमारा फॉर्मूला है हमने सभी वैल्यू को प्रतिस्थापित किया और फिर हमने बस इंटिग्रेशन किया अब यह केवल एक गणना है आप अपना उत्तर यहां तक छोड़ सकते हैं और यह अभी भी सही है इसे एक निश्चित रूप में सरल बनाना है जो कि हमारी चिंता का विषय नहीं है हम आर्क की लंबाई की गणना कैसे करें यह हमारी चिंता है तो इस प्रकार आप आर्क की लंबाई की गणना करते हैं इसलिए हम आज की क्लास को यहीं पर रोक देंगे और अगली क्लास में हम कुछ ऐसे उदाहरणों पर काम करना शुरू करेंगे जिनमें पैरामीट्रिक कार्टेशियन या पोलर कौर्डिनेट सिस्टम भी शामिल हों और हम उन आर्क की लंबाई की गणना करते हैं तो ध्यान देने के लिए धन्यवाद और मैं अगली कक्षा में क्लास में आपसे मिलता हूं